जैसा कि हम सस्टेनेबल ग्राइंडिंग सोल्यूशन्स को देख रहे हैं जिसका उद्देश्य अच्छा पर्यावरणीय प्रभाव देने के साथ साथ ऑपरेटरों को अच्छा स्वास्थ्य देना भी है हमने पहले ही एक समाधान पूरा कर लिया है जो संभावित समाधान है नदी या जल निकायों या मिट्टी में डंप करने से पहले कटिंग फ्लुइड्स का बायोडिग्रेडेशन दूसरा उपाय है कटिंग फ्लूइड को कम मात्रा में उपयोग करना वो भी प्रोसेस के प्रदर्शन से समझौता किए बिना तो हम मिनिमम क्वांटिटी ग्राइंडिंग फ्लूइड के आवेदन के बारे में कैसे जाते हैं ठीक है जैसा कि मैंने कहा कि कटिंग फ्लूइड या ग्राइंडिंग फ्लूइड के लिए संभावित समाधान मिनिमम क्वांटिटी कटिंग फ्लूइड का उपयोग करना है सामान्य रूप से मिनिमम क्वांटिटी कटिंग फ्लूइड वह होंगे जहां आप कटिंग फ्लूइड को न्यूनतम मात्रा में उपयोग करेंगे आम तौर पर फ्लड कूलिंग में जहां आप गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कटिंग फ्लूइड को छोड़ देते हैं उन परिस्थितियों में इसकी खपत 400 से 600 मिलीलीटर प्रति मिनट होगी इसमें आम तौर पर यह 5 मिली प्रति मिनट से लेकर काफी ज्यादा तक हो सकता है यह बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना एयर प्रेशर प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आपके पास दो नोजल हैं चाहे वह इंटरनल मिक्सिंग हो या एक्सटर्नल मिक्सिंग तो ये सभी चीजें है जिन पर ये निर्भर करेगा ठीक है तो आप यहां क्या करने जा रहे हैं कि आप कटिंग फ्लुइड मिस्ट बना रहे हैं इसका मतलब है कि आप कटिंग फ्लुइड डाल रहे हैं और आप अत्यधिक संपीड़ित हवा डाल रहे हैं ये दोनों मिश्रण करेंगे संपीड़ित हवा जिसे आप डालने जा रहे हैं और जो कटिंग फ्लूइड आप डालने जा रहे हैं ठीक है यह आपस में मिलेंगे और बूंदों का निर्माण करेगा ठीक है ये नैनोफ्लुइड या मिस्ट मूल रूप से हैं मिस्ट की बूंदें ग्राइंडिंग क्षेत्र में गिरेंगी इसे मिनिमम क्वांटिटी लुब्रिकेशन कहा जाता है विशेष रूप से और विस्तार में हम इसे देखेंगे इसलिए कटिंग फ्लूइड के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए और ग्रीडिंग को अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए मिनिमम क्वांटिटी लुब्रिकेशन या मिनिमम क्वांटिटी कटिंग फ्लूइड की तकनीक एक व्यवहार्य विकल्प है इसका मतलब है कि यह फ्लड कूलिंग प्रोसेस के लिए एक वैकल्पिक समाधान है मिनिमम क्वांटिटी लुब्रिकेशन या मिनिमम क्वालिटी कटिंग फ्लूइड एक सटीक डिस्पेंसर का उपयोग करता है जो व्हील वर्कपीस इंटरफ़ेस को आमतौर पर 5 से 500 मिलीलीटर प्रति घंटे की दर से कटिंग फ्लूइड की आपूर्ति करता है आप यहां देख सकते हैं फ्लड कूलिंग सामान्य तौर पर यह यहां 500 मिली प्रति मिनट की तरह होगी जबकि यह यहां प्रति घंटे 500 मिलीलीटर होगा इसका मतलब है कि आप कटिंग फ्लूइड की मात्रा को बहुत कम कर रहे हैं ठीक है लेकिन मैकेनिकल परफॉरमेंस से समझौता किए बिना इसका मतलब है कि मैटेरियल हटाने या सरफेस रफनेस इत्यादि यदि आप लिटरेचर में हाइलाइट किए गए बिंदुओं को देखें तो दुनिया भर में हर साल 2 बिलियन गैलन से अधिक कटिंग फ्लूइड बर्बाद हो जाता है कटिंग फ्लूइड की इतनी मात्रा बर्बाद हो जाती है इसका मतलब है कि जहां यह कटिंग फ्लूइड बर्बाद जा रहा है उन्हें कहीं न कहीं इसे डंप करना होगा अगर 2 बिलियन गैलन कटिंग फ्लूइड नदी या समुद्री निकायों या भूमि क्षेत्रों में डंप हो रहा है तो यह एक खतरनाक बात है जो लोग कर रहे हैं या निर्माण उद्योग कर रहे हैं तो आपको इससे बचना चाहिए विनिर्माण लागत का 17 प्रतिशत कूलिंग के लिए जिम्मेदार है इसका मतलब है कि कटिंग फ्लूइड के उपयोग की लागत लगभग 17 प्रतिशत है कुछ स्थानों पर यदि आप कुछ पुस्तकों को देखते हैं तो आप इसे 15 प्रतिशत पा सकते हैं कुछ पुस्तकें 17 प्रतिशत 18 प्रतिशत इत्यादि का उल्लेख करती है कटिंग फ्लूइड विनिर्माण लागत के 15 से 18 प्रतिशत तक के लिए जिम्मेदार होती है और ये 54 वेस्ट डिस्पोजल के लिए जिम्मेदार है यही कारण है कि लोग इनकी डंपिंग कर रहे हैं ताकि वो परिवहन की अतिरिक्त लागत से बच सके कटिंग फ्लूइड के पोस्ट प्रोसेसिंग से बच सके इसे डंप करने से पहले बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए लगने वाले पैसे से बच सके इन सब में जो राशि खर्च होती है उससे उत्पादों को बचाने और न्यूनतम कीमतों पर उत्पाद बेचने के लिए वे इन चीजों से बचते हैं तो भले ही आप थोड़ी अधिक कीमत पर उत्पाद बेच रहे हैं लेकिन आप प्रकृति की मदद कर रहे हैं अगर आप दूसरे लोगों की भी मदद कर रहे हैं तो यह अच्छा होगा ठीक है मिनिमम क्वांटिटी कटिंग फ्लूइड क्या है मिनिमम क्वांटिटी कटिंग फ्लूइड एक ऐसा कटिंग फ्लूइड है जिसमे आप संपीड़ित और कटिंग फ्लूइड को इस तरह मिला रहे है जिससे दोनों एक छोटी बूंद या नैनो आकार की छोटी बूंद या सूक्ष्म आकार की छोटी बूंद एटॉमिक मिस्ट के रूप में तैयार हो जाते है ठीक है आप इन्हे मिला क्यों रहे हैं कटिंग फ्लूइड का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिसिएंट बहुत अधिक होता है किन्तु हवा का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिसिएंट बहुत कम है लेकिन हवा एक गैस है यह मेटल कटिंग या ग्राइंडिंग के मुश्किल हिस्से में भी आसानी से प्रवेश कर सकती है लेकिन कटिंग फ्लूइड में ऐसा नहीं हो सकता है तो अब हमारे पास कटिंग फ्लूइड में एक नुकसान है और एक फायदा है और हवा में भी एक नुकसान और एक फायदा है तो अब हमें दो लाभों को मिलाना होगा यह कटिंग फ्लूइड आप देखे तो कटिंग फ्लूइड का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिसिएंट बहुत अधिक है जो सकारात्मक है साथ ही हवा के गैस होने की वजह से इसमें आसानी से कही भी पहुंचने की क्षमता सकारात्मक है तो हम क्या करने जा रहे हैं हम इन्हे मिलाने जा रहे हैं और एटॉमिक मिस्ट बना रहे हैं इसका मतलब है कि मैं इनमें से जो कुछ भी निकालने जा रहा हूं वह एक अट्मॉस मिस्ट है इसका मतलब है कि कटिंग फ्लूइड का उच्च कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिसिएंट इन बूंदों द्वारा संभव है और क्या यह छोटी बूंद गैसीय रूप में एटॉमिक मिस्ट है ठीक है इस एटॉमिक मिस्ट में क्या होगा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफ्फीसिएंट बरकरार रखा जाता है साथ ही यह एक गैस होने के कारण मशीनिंग या ग्राइंडिंग प्रोसेस के जटिल हिस्से में प्रवेश कर सकती है ठीक है तो जैसा कि हम देख सकते हैं कटिंग फ्लूइड मिस्ट नोजल से बाहर आ रहा है और यह वर्कपीस और ग्राइंडिंग व्हील के बीच में जा रहा है तो आप इन परिस्थितियों में फोर्स्ड कन्वेकशन कर रहे हैं इस परिस्थिति में क्या होगा फोर्स्ड कन्वेक्शन होगा और हीट ट्रांसफर बेहतर होगा ताकि मशीनिंग और फिनिशिंग में मिनिमम क्वांटिटी कटिंग फ्लूइड की मदद से बेहतर प्रदर्शन हो फ्लड कूलिंग की तुलना में बेहतर फायदे अगर आप पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन और सस्टेनेबल देखते हैं क्योंकि आप बहुत कम मात्रा में कटिंग फ्लूइड का उपयोग कर रहे है जिससे कोई रख रखाव की लागत या वेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहां मिस्ट चली जाती है कटिंग फ्लुइड टैंक में रीसाइक्लिंग नहीं होती है और ना ही ये जमा होता है जिससे इसे आपको कभी कभी ही डंप करना पड़ता है तो कोई रखरखाव लागत नहीं है क्योंकि इसे आप एक ही बार उपयोग कर रहे है तो वर्कपीस और टूल के लिए थर्मल शॉक कम है इसका मतलब है कि चूंकि यह एक समान मिस्ट है जो एक गैस है क्योंकि कोई काटने वाला तरल पदार्थ नहीं है उस परिस्थिति में ग्राइंडिंग व्हील पे कोई शॉक नहीं है ना ही ग्राइंडिंग व्हील पर कही मैटेरियल जमा हो रहा है क्योंकि गैस ग्राइंडिंग व्हील पर आ रही है और जमा मैटेरियल को हटा रही है उस स्थिति में यदि बल के कारण और लुब्रीकेंट के कारण या कूलिंग प्रकृति के कारण मैटेरियल जमा हो जाता है तो क्या होगा तो यह भरा हुआ वर्कपीस मैट्रिअल ग्राइंडिंग व्हील से बाहर आ जाएगा इसलिए यदि कटिंग फ्लूइड द्वारा जमा मैटेरियल को बाहर निकालने के कारण एब्रसिव्स बहुत सक्रिय हैं तो क्या होगा सरफेस फिनिश और मैटेरियल हटाने की दर अच्छी होगी जैसा कि आप यहां देख सकते हैं MQL गरिनीडिंग में मिनिमम क्वांटिटी कटिंग फ्लूइड आ रहा है और यह यहां गिर रहा है जिससे चिप के साथ साथ हीट भी निकल रही है आम तौर पर आपको जो मूल लाभ मिलने वाला है वह यह है कि चिप लोडिंग न्यूनतम होगी और एक्टिव एब्रेसिव पार्टिकल्स अपनी शार्पनेस और सतह रफनेस को बनाए रखेंगे और MRR बहुत बेहतर होगा तो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सेटअप यदि आप व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सेटअप देखते हैं तो यह स्कीमैटिक डायग्राम है ठीक है तो आप मिस्ट देख सकते हैं यह कैसे एक इंटरनल मिक्स्ड मिस्ट सिस्टम है यहां आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में धुंध आ रही है ठीक है तो कटिंग फ्लूइड साथ ही हवा कंप्रेस्ड हवा चैम्बर के अंदर मिल रही है यह एक चैम्बर है जिसके अंदर मिश्रण हो रहा है फिर यह एक मिस्ट बना रहा है फिर इसे बलपूर्वक बाहर भेजा जाता है और अब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक निश्चित दूरी पर और अपनी आवश्यकता के अनुसार निश्चित कोण पर अपने नोजल को निर्देशित कर सकते हैं ये कुछ अन्य लचीले प्रकार के नोजल हैं जिनमे कटिंग फ्लूइड के साथ साथ हवा भी जा सकती है और आप इसे मिला सकते हैं और आप एटॉमिक मिस्ट भेज सकते हैं अब यहां आपके पास एक ऐसी गैस हो जिसमें तरल का उच्च कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिसिएंट है क्योंकि आप तरल को परमाणु बना रहे हैं ठीक है ये कुछ और सेटअप हैं जिनका आप सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं कुछ एक्सटरनली मिक्स्ड होते हैं कुछ इंटरनली मिक्स्ड है और भी कई अलग अलग सेटअप होते हैं ये व्यावसायिक रूप किफायती दाम पर उपलब्ध हैं बिना कंप्रेसर आपको एक कंप्रेसर अलग से खरीदना है तो ये हैं MQL मिनिमम क्वांटिटी लुब्रिकेशन नोजल बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं आम तौर पर भारत में आप इन्हे लगभग 10000 INR में प्राप्त कर सकते हैं तो अगर किसी को ग्राइंडिंग या मशीनिंग में MQL सिस्टम में दिलचस्पी है तो आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं ठीक है इसमें कुछ अन्य प्रकार भी हैं सामान्य रूप से इंटरनली मिक्स्ड जैसा कि मैंने कहा इंटरनल मिक्सिंग इंटरनल मिक्सिंग क्या है यदि कटिंग फ्लूइड और संपीड़ित हवा चैम्बर के भीतर मिल जाती है फिर बाहर आ जाती है इसे इंटरनल मिक्सिंग कहते हैं यदि कटिंग फ्लूइड और संपीड़ित हवा दबाव केअंतर के कारण नोजल के बाहर मिल रही है जिसे एक्सटर्नल MQL या एक्सटर्नल मिक्सिंग सिस्टम कहा जाता है ठीक है तो ये इंटरनल मिक्सिंग सिस्टम हैं आप यहाँ देख सकते हैं एक इनपुट यहां आ रहा है दूसरा इनपुट यहां आ रहा है दोनों मिक्स होकर बाहर आ जाएंगे इसे इंटरनल मिक्सिंग कहा जाता है जबकि एक्सटर्नल मिक्सिंग में आप यहां देख सकते हैं कि दो इनपुट बाहरी रूप से इस तरह हैं वे आगे बढ़ सकते हैं तोएक्सटरनली मिक्स्ड इंटरनली मिक्स्ड इत्यादि हैं यह बाहरी भी नहीं हो सकती है क्योंकि केवल आपको समझाने के लिए मैंने यह विशेष उदाहरण लिया है तो आप अपना डाइवर्जेंस इत्यादि बदल सकते हैं यदि आप 0 डिग्री देखते हैं इसका मतलब है कि अगर मैं एक बिंदु ठंडा करना चाहता हूं या एक छोटा क्षेत्र ठंडा करना चाहता हूं तो आप 0 डिग्री डाइवर्जेंस के लिए जा सकते हैं फिर 15 डिग्री डाइवर्जेंस के लिए जाए तो आपके पास अंडाकार छेद ठंडा हो सकता है जहां आप इसकी अधिकतम सीमा देख सकते हैं फिर आप 25 डिग्री तक जा सकते हैं डाइवर्जेंस का कोण 25 डिग्री रख सकते हैं ठीक है फिर आप 40 डिग्री इत्यदि के लिए भी जा सकते हैं तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डाइवर्जेंस कोण ले सकते हैं यदि आप मेटल कटिंग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको एक प्रकार का नोजल चुनना होगा यदि आप ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील की अपनी चौड़ाई है ठीक है यदि आपको उस चौड़ाई को कवर करना है तो आपको निश्चित आकार के लिए जाना होगा जहां यह पूरी चौड़ाई कवर होनी चाहिए माना मोटाई अलग अलग होगी मान लें कि मोटाई लगभग 20 मिमी है ठीक है तो आपको 20 मिमी कवर करना होगा यदि यह 40 मिमी है तो आपको 40 मिमी कवर करना होगा अपनी आवश्यकता के अनुसार आप नोजल डाइवर्जेंस इत्यादि के लिए जा सकते हैं कुछ अन्य चीजें सामान्य रूप से होती हैं 0 डिग्री जहां आप एक छोटे से क्षेत्र के लिए जा सकते हैं फिर 15 डिग्री यदि आपके पास है तो आप लगभग इतने क्षेत्र को कवर कर सकते हैं और फिर 25 डिग्री और 40 डिग्री क्या होगा यदि आप उनके एक फैलाव पर देख सकते हैं कि आप कितनी जगह कवर कर सकते हैं ठीक है यह विभिन्न डाइवर्जेंस कोण कि ख़ास बात है देखिए अब मैं आपको इस प्रकार के नोजल की जानकारी दे रहा हूं क्योंकि आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना नोजल चुनना है आप मिलिंग पर काम कर रहे होंगे कोई ग्राइंडिंग पर काम कर रहा होगा कोई अन्य थर्मल प्रोसेसेज पर काम कर रहा होगा मैं लेजर मशीनिंग इत्यादि के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ आप में से कुछ डिजाइन विभाग से हो सकते हैं आप में से कुछ थर्मल विशेषज्ञता वाले हो सकते हैं आप में से कुछ कम्प्यूटेशनल मैकेनिक्स वाले भी हो सकते हैं यदि आप अपने द्वारा किए गए सिमुलेशन को मान्य करना चाहते हैं तो ज़रूरतें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगी जैसा कि आप जानते हैं कि स्वाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है इसी तरह ज़रूरतें भी हर व्यक्ति में भिन्न होती हैं इष्टतम कटिंग इमल्शन कंसंट्रेशन का चयन ठीक है तो ये भी एक जरूरी बात है बहुत से लोग आम तौर पर आपने कटिंग फ्लूइड खरीदा ठीक है इसे बस पानी के साथ मिलाएं नहीं आप कितना पानी मिलाना चाहते हैं पानी एक बेहतर कूलैंट है कटिंग फ्लूइड खनिज तेल एक बेहतर लुब्रीकेंट है आपको एक इंजीनियर के रूप में अनुकूलन करना होगा आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए आप क्वालिटेटिव चीजों के लिए नहीं जा सकते यदि आप यहां पानी कि मात्रा देखते हैं तो आप कैसे चुनते हैं पानी को सबसे अच्छे कूलिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है इस प्रकार इमल्शन जो कि कटिंग फ्लूइड और पानी की ज्यादा मात्रा का मिश्रण होता है तो यह पानी डोमिनेटेड है जो कि बेहतर कूलिंग और आंशिक लुब्रिकेशन प्रदान करता है यदि आप 1 लीटर कटिंग फ्लूइड में 20 लीटर पानी मिलाने जा रहे हैं तो क्या होगा ज्यादा पानी होने के कारण कूलिंग गुण आएंगे यदि आपके पास इमल्शन में तेल की मात्रा अधिक है तो मान लें कि 11 है 1 लीटर कटिंग फ्लूइड 1 लीटर पानी उस स्थिति में आपके पास लुब्रिकेशन की प्रमुख विशेषताएं होंगी तो आपको उस तरह नहीं जाना चाहिए ठीक है उस परिस्थिति में आपको क्या करना है कि प्रारंभिक परीक्षण द्वारा इष्टतम कम्पोजीशन खोजना है ठीक है कटिंग फ्लुइड इमल्शन से बेहतर कूलिंग और लुब्रिकेटिंग परफॉर्मेंस प्राप्त करने के लिए कटिंग फ्लुइड की और पानी की मिश्रण में इष्टतम मात्रा को मालूम किया जाना चाहिए ठीक है तो अलग अलग इमल्शन कंसंट्रेशन आप 11 के लिए नहीं जा सकते हैं आप 120 के लिए नहीं जा सकते हैं इसलिए आपको इष्टतम के लिए जाना होगा आप उस इष्टतम मान को कैसे पाते हैं उस उद्देश्य के लिए कुछ मानक प्रक्रियाएं उपयोग में ली जाती हैं देखें यहाँ पर यह विशेष रूप से हमने लैथ मशीन पर मेटल कटिंग प्रोसेस में किया है लेकिन मेरा इरादा आपको यह दिखाना है कि आपको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है हमने यहाँ क्या किया है हम 12 से 120 तक विभिन्न मिक्सचर बनाये हैं ठीक है तो एक लीटर कटिंग फ्लूइड को हमने 2 लीटर 4 लीटर 6 लीटर 8 लीटर 10 12 14 16 18 और 20 लीटर पानी के साथ मिलाया है इसके पीछे बहुत ही मूलभूत आधार है जैसा आप जानते है कि पानी एक बेहतर कूलैंट है तो 120 वाले मिश्रण में कूलैंट गुण होंगे साथ ही 12 वाले मिश्रण में बेहतर लुब्रिकेटिंग गुण होंगे लेकिन क्या मैं इसके लिए जाता हूं नहीं आपको चुनना होगा उसके लिए आपको पहले थर्मल प्रॉपर्टी एनालाइजर का उपयोग करना होगा थर्मल कंडक्टिविटी माप क्या है एक KD 2 pro है यह थर्मल गुण विश्लेषक वहां है जहां आप कटिंग फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी माप सकते हैं आपको थर्मल कंडक्टिविटी को क्यों मापना है थर्मल कंडक्टिविटी यदि यह बहुत अधिक है मान लें कि मैं एक मशीनिंग ऑपरेशन या ग्राइंडिंग ऑपरेशन कर रहा हूं यदि मेरे कटिंग फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अधिक है इसका मतलब है कि यह मशीनिंग क्षेत्र या ग्राइंडिंग वाले क्षेत्र से अधिक तापमान या हीट का संचालन कर सकता है तो आप थर्मल कंडक्टिविटी बनाम कटिंग फ्लूइड कंसंट्रेशन देख सकते हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन 2 से 20 तक बढ़ती है ठीक है यह क्षेत्र 2 से 20 है इस विशेष क्षेत्र में क्या होगा एक बार जब यह 8 पर पहुंच जाता है तो यह विशेष बिंदु ठीक है यहाँ क्या हो रहा है थर्मल कंडक्टिविटी अब स्थिर हो गई है इसका मतलब है कि यदि आप 18 के बाद किसी भी कटिंग फ्लूइड कम्पोजीशन को लेते हैं तो यहां थर्मल कंडक्टिविटी का लगभग समान मूल्य है तो इस विशेष ग्राफ की मदद से मैं कह सकता हूं कि मैं 18 या 110 के लिए जा सकता हूं लेकिन आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि आप 18 का उपयोग करते हैं तो आपको बेहतर लुब्रिकेटिंग गुण मिलेंगे क्योंकि आपके पास 8 लीटर पानी है बजाय 120 के जहा पानी 20 लीटर है यदि आप इस विशेष बिंदु को लेते हैं तो इस बिंदु 12 पर 18 के बजाय बेहतर लुब्रिकेटिंग गुण होंगे यहाँ 120 क्या होगा इसमें इसमें बेहतर कूलिंग गुण होंगे यहाँ कूलिंग गुण कम हैं यहाँ लुब्रिकेटिंग गुण कम हैं यही इसकी ख़ास बात है तो आप 1 और 2 के बीच में से कोई भी मान चुन सकते हैं दूसरी बात वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट को मापना है यह आपको बताएगा कि मशीनिंग क्षेत्र से कितनी स्पेसिफिक हीट निकल रही है तो वही कम्पोजीशन 2 से 20 हमने यहां भी लिया है और आप देखते हैं कि बायो कटिंग फ्लुइड और खनिज तेल जो आपने पिछले व्याख्यान में देखे है खनिज तेल मूल रूप से पेट्रोलियम उत्पाद है बायो कटिंग फ्लुइड मूल रूप से एक वनस्पति तेल है जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है ठीक है तो इन परिस्थितियों में आप इनकी अधिकतम मात्रा 120 देख सकते है क्योंकि पानी में बेहतर कूलिंग क्षमता होती है उसी समय यदि आप 116 लेते हैं तो लगभग इसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम रेट में परिवर्तन होता है वोलूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है इसका मतलब है कि पिछले वक्र से दूर जो आपने समझा हैं वह 18 के बाद थर्मल कंडक्टिविटी नहीं बदलती है तो आप कोई भी विशेष मान ले सकते हैं ठीक है तो आपको लुब्रिकेशन से समझौता करना होगा आपको कूलिंग से समझौता करना होगा उस परिस्थिति में यदि आप 116 तक जा सकते हैं तो यह एक बेहतर कम्पोजीशन होगी क्योंकि आप 120 के लिए जा सकते हैं लेकिन बात यह है कि वह लुब्रिकेटिंग गुण कम होगा उदाहरण के लिए यह विशेष रूप से सिंगल पॉइंट कटिंग कूलर मशीनिंग प्रक्रिया के लिए है यदि लोग ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वे लगभग 112 इत्यादि के लिए जा सकते हैं क्योंकि आपको बेहतर लुब्रिकेटिंग गुणों की भी आवश्यकता होती है तो एक व्यक्ति 112 से 116 के बीच में जा सकता है ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए यह सबसे अच्छी रेंज है आप यहां देख सकते हैं लुब्रिकेटिंग खनिज तेल की स्पेसिफिक हीट 12 है और बायो कटिंग फ्लूइड की 14 है पानी के लिए यह लगभग 42 है उन परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से पानी बेहतर है लेकिन आपको समझौता करना होगा या तो आपको कूलिंग या तो लुब्रिकेटिंग गुणों के बीच संतुलन करना होगा इसलिए आपको 112 के बीच में जाना चाहिए अब आपने नोजल को इंटरनल मिक्सिंग या एक्सटर्नल मिक्सिंग को इष्टतम किया है दोनों ही अच्छे हैं तो आपने कम्पोजीशन को इष्टतम किया है अब आपको यह चुनना होगा कि आपके अनुप्रयोग की कवरेज के लिए किस प्रकार के नोजल की आवश्यकता होगी सामान्य रूप से आपके पास एक फ्लैट फैन अण्डाकार प्रकार की चीज़ होगी फ्लैट फैन इवन डिस्ट्रीब्यूशन सामान्य रूप से फ्लैट फैन कॉन्वेक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कॉन्वेक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा दूसरे मामले में आपके पास इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर फुल कोन कॉन्वेक्स डिस्ट्रीब्यूशन फुल कोन इवन डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि चूंकि हम ग्राइंडिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो ग्राइंडिंग प्रोसेस में एक व्हील होगा जिसमें लगभग इस प्रकार का संपर्क होगा तो आप हमेशा फ्लैट फैन इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं या यदि यह उपलब्ध नहीं है तो आप फ्लैट फैन कॉन्वेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकते हैं लेकिन अधिमानतः दूसरी वरीयता पहली है पहली वरीयता दूसरी वरीयता है ठीक है तो अगर आप फ्लैट फैन के लिए जा सकते हैं तो यह आपको बेहतर परिणाम देगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए लोगों को फ्लैट फैन कॉन्वेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जाना चाहिए क्योंकि मशीनिंग क्षेत्र में या कटिंग टूल में आपके संपर्क का क्षेत्र सामान्य रूप से चिप टूल इंटरफ़ेस इत्यादि एक अण्डाकार आकार जैसा होगा यदि आप इसके बारे में अधिक विवरण चाहते हैं तो मैंने पहले से ही एक और पाठ्यक्रम पढ़ाया है इंट्रोडक्शन टू मशीनिंग एंड मशीनिंग फ्लुइड्स जहां यह सब विस्तार से समझाया गया है और मैं यहां सिर्फ आपको एक झलक ही दे रहा हूं ठीक है आप उस पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं जो MOOCs पर उपलब्ध है जो IIT गुवाहाटी में दर्ज है मुझे वह अवसर देने के लिए मैं IIT गुवाहाटी का बहुत आभारी हूं तो एक धातु काटने में आपको अपना विकल्प चुनना चाहिए क्योंकि धातु काटने या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए पहला विकल्प सही है आपको कॉन्वेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना होगा ग्राइंडिंग में आपको ईवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना होगा इष्टतम नोजल स्प्रे कोण का चयन एक मशीनिंग के लिए आप लगभग 45 डिग्री तक जा सकते हैं क्योंकि आप यहां सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देख सकते हैं जहां आपको हमेशा प्रति क्षेत्र के अण्डाकार प्रकार की आवश्यकता होती है जिसे आपको कवर करना होता है और यदि आप ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए जाना चाहते हैं ग्राइंडिंग व्हील स्ट्रक्चर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से पूरी तरह से अलग होगा तो बेहतर होगा कि 30 डिग्री या यहां तक कि आप 15 डिग्री के लिए भी जा सकते हैं आप 45 डिग्री के लिए जा सकते हैं लेकिन इससे वेग में कमी आएगी यह आपको व्हील ड्रेसिंग के मामले में मदद कर सकता है इसका मतलब है कि आप लोडेड वर्कपीस मैटेरियल जो चिप्स के रूप में है उसे निकाल रहे हैं यदि संरचना open है तो ठीक है तो आजकल लोग कुछ सिम्युलेशन्स और प्रयोग कर रहे हैं कि कंप्रेस्ड एयर और कटिंग फ्लूइड दोनों कैसे मिश्रण कर रहे हैं उस स्थिति में छोटी बूंद का निर्माण होता है छोटी बूंद का आकार क्या होता है बूंद का वेग क्या होता है इन सब बातो को समझने के लिए मैंने अपने सहयोगी एल विजया राघवन जो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है उनसे इस बारे में मदद ली हैं इसलिए उन्होंने अपनी स्लाइड साझा की इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हु उन्होंने जो किया है वह माल्वर्न एनालिसिस इसमें मौजूद उपयोगकर्ताओं में से एक छोटी बूंद के आकार का सटीक माप करता है और उच्च गति वाले कैमरे का उपयोग करके छोटी बूंद के वेग को मापा जाता है इसमें उन्होंने क्या किया है उन्होंने मालवर्न पार्टिकल साइज एनालाइजर का उपयोग किया है यह मालवर्न पार्टिकल साइज एनालाइजर है जिसे आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यहां एक लेजर प्रकाश आ रहा है और मिस्ट तेल के पार्टिकल्स आ रहे हैं इसलिए यह छोटी बूंद के आकार को माप सकता है वहीं हाई स्पीड कैमरा है जो यह मापेगा कि जेट का वेग क्या है ठीक है तो उसी समय वे पहले से ही सिमुलेशन कर चुके हैं यह एक्सपेरिमेंटल माप है फिर भी लोग कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का इस्तेमाल कर सकते है विभिन्न चीजों को मापने के लिए या प्रयोगों को मान्य करने के लिए तो न्यूमेरिकल सिमुलेशन लोगों ने वेग बनाम ड्रॉपलेट का आकार तैयार किया है यदि वेग लगभग 219 मीटर प्रति सेकंड है तो ड्रॉपलेट का अधिकतम आकार है आप यहां ड्रॉपलेट का आकार देख सकते हैं यहाँ ड्रॉपलेट का आकार इतना है यदि आप 31 अंक तक बढ़ रहे हैं 35 के लगभग आपका मध्यम आकार होने वाला है यदि आप वेग को बढ़ाने जा रहे हैं जिसका अर्थ है कि हम वेग को कैसे बढ़ाते हैं आपका कटिंग फ्लूइड स्थिर है आप कटिंग फ्लूइड की आपूर्ति कर रहे हैं तो आप अपने प्रेशराइज़्ड जेट के वेग को बढ़ा रहे हैं यदि आप प्रेशराइज़्ड जेट को बढ़ा रहे हैं तो मिस्ट बन रही है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है क्या होगा यह कटिंग फ्लूइड को ड्रॉप्लेट्स माइक्रोड्रोप्लेट्स नैनोड्रॉपलेट्स इत्यादि में बदल देगा तो साथ ही यह प्रेशर बढ़ने के साथ साथ वेग बढ़ता है उसी समय ड्रॉप्लेट्स का आकार कम होता जाता है आप यहां देख सकते हैं कि प्रेशर 2 बार है और प्रवाह दर 60 80 100 है और प्रवाह दर का मतलब है कि आप प्रति यूनिट समय में कितना फ्लूइड पंप कर रहे हैं तो आपकी प्रवाह दर 60 80 100 हैं तो ड्रॉपलेट का साइज 23 देखते हैं यदि प्रवाह दर बढ़ रही है तो ड्रॉपलेट साइज भी घट रही है ठीक है इसी तरह 4 बार और वही प्रवाह दर 60 80 100 इसी तरह 6 बार प्रेशर के लिए 60 80 100 के लिए ड्रॉपलेट साइज के साथ साथ और चीज़े भी दिखाई है कटिंग फाॅर्स नार्मल फाॅर्स और सरफेस रफनेस में सुधार होता है साथ ही तापमान कम हो जाता है इस स्थिति में बेहतर तापमान प्राप्त होता है जहां यदि आप न्यूनतम तापमान प्राप्त कर रहे हैं इसका मतलब है कि उस वर्कपीस के मेटलर्जी में परिवर्तन बहुत कम हैं इसका मतलब है कि यह उस विशेष क्षेत्र में हो रही मशीनिंग के लिए यह बहुत अच्छा है वेटिंग एरिया कैलकुलेशन वेटिंग करने का मतलब है कि आम तौर पर आपने सुपरहाइड्रोफोबिक देखा होगा मैंने आपको पहले ही समझाया है कि सुपरहाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक क्या है जहां हाइड्रोफोबिक का अर्थ है डरना तो जब मेरे पास कमल का पत्ता होगा पानी का कण होगा और वह इस पर से बिना रुके नीचे सरक जाएगा क्योंकि हम मान लेंगे कि यह डर गया है ठीक है बेहतर तरीके से समझने के लिए जहां अल्फा 0 है वह वेटिंग कोण 0 है जिसे स्प्रेडिंग कहा जाता है अल्फा 90 से कम है तो अच्छा वेटिंग अल्फा 90 के बराबर है तो अधूरा वेटिंग और फिर 90 से अधिक है तो यह अधूरा है और यदि यह 90 से बहुत अधिक है तो कोई वेटिंग नहीं है तो इस तरह आप इसे सामान्य रूप से बना सकते हैं जब भी आपके पास इस तरह की एक ड्रॉपलेट होती है तो यह विशेष कोण जो सतह के संबंध में बना रहा है वह वेटिंग कोण है जैसा कि मैंने कहा यदि यह कोण अल्फा 90 से ऊपर है तो खराब वेटिंग और अच्छी वेटिंग यदि 90 से कम है और उत्कृष्ट वेटिंग अगर अल्फा 0 डिग्री है ठीक है यह प्रोफेसर स्पेंसर से लिया गया है उन्होंने सतहों पर कुछ बनावट की है जो गीला होने की क्षमता की ग्रेडिंग है ठीक है वेटिंग कोण की गणना तब की जाएगी जब एक लिक्विड की ड्रॉपलेट जो कि एक ग्राइंडिंग फ्लूइड जो एक इंटरफ़ेस बनाने के लिए एक ठोस सतह पर है ड्रॉपलेट और कांटेक्ट सरफेस की रूपरेखा के बीच के कोण को वेटिंग कोण या कांटेक्ट कोण के रूप में जाना जाता है यह ड्रॉपलेट है और यह कांटेक्ट कोण है अल्फा इसलिए सतह पर ग्राइंडिंग फ्लूइड की गीली करने की क्षमता का मूल्यांकन वेटिंग कोण द्वारा किया जाता है और सतह पर ग्राइंडिंग फ्लूइड के गीली करने की क्षमता महत्वपूर्ण कारकों में से एक है क्योंकि यह इसका लुब्रिकेशन क्षमता पर काफी प्रभाव क्योंकि यदि आप देखते हैं तो इतना फ़ैल गया है क्या होगा इस प्रकार आप उस विशेष फ्लूइड के कांटेक्ट एरिया की गणना कर सकते हैं जब भी यह किसी सतह पर फैला हो या जब भी आप किसी वर्कपीस सतह पर इसे डाल रहे हों यदि गीला करने की क्षमता बहुत अच्छी है तो इसका फैलाव बहुत अच्छा है इसका मतलब है कि यह आसानी से सतह को कवर कर सकता है ताकि बढ़िया लुब्रिकेशन हो और आप यहां स्पष्ट रूप से एक चीज़ देख सकते हैं 2 बार प्रेशर और द्रव्यमान प्रवाह दर 4 बार प्रेशर और द्रव्यमान प्रवाह दर 6 बार प्रेशर और द्रव्यमान प्रवाह दर वेटिंग क्षेत्र ड्रॉप्लेट्स का व्यास आप ड्रॉप्लेट्स का व्यास देख सकते हैं यदि आप सामान्य रूप से हवा का प्रेशर बढ़ाने जा रहे हैं तो ड्रॉप्लेट्स का आकार कम हो जाएगा और द्रव्यमान प्रवाह दर भी बढ़ जाएगी ड्रॉपलेट का व्यास न्यूनतम 100 मिलीलीटर प्रति घंटा और 6 बार प्रेशर है साथ ही वेटिंग क्षेत्र अधिक है इसका मतलब है कि वेटिंग क्षेत्र का प्रतिशत 33 प्रतिशत है ठीक है जैसा कि मैंने कहा कि यदि छोटी बूंद का आकार बहुत कम है तो वह सतह में प्रवेश कर सकती है साथ ही यह सतह पर आसानी से फैल सकती है आप यहाँ देख सकते हैं वेटिंग क्षेत्र के संबंध में ड्रॉपलेट के आकार में परिवर्तन जैसे जैसे ड्रॉपलेट का आकार घटता है वेटिंग क्षेत्र बढ़ता है बड़ा वेटिंग क्षेत्र कम ग्राइंडिंग तापमान की ओर जाता है क्योंकि यह आसानी से हीट को निकाल सकता है यह न केवल वेटिंग क्षेत्र पर बल्कि ड्रॉपलेट के आकार पर भी निर्भर है ठीक है नैनो आकार में जाने पर ड्रॉपलेट का सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा फिर क्या होगा कूलिंग क्षमता के साथ साथ सतह में प्रवेश करने की क्षमता भी बढ़ेगी अगर यह नैनो है तो मेरा विश्वास करो कि यह लगातार एब्रेसिव ग्रेन्स में भरी हुई चिप के बीच घुस सकता है ताकि यह चिप्स को डीलोड कर सके लुब्रिकेशन कटिंग फ़ोर्स और एनर्जी को कम करता है जबकि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर और बोइलिंग से कटिंग क्षेत्रों से कुछ गर्मी निकाली जाती है इसका मतलब है कि यह तापमान के दृष्टिकोण से सरफेस रफनेस के दृष्टिकोण से और कूलिंग के दृष्टिकोण से लुब्रिकेशन के दृष्टिकोण से सभी दृष्टिकोणों से प्रदर्शन में सुधार करेगा यह बहुत अच्छा होगा ठीक है अब हम व्यावहारिक रूप से चित्रों में देखेंगे कि क्या हो रहा है ठीक है जब भी आप बेहतर कूलिंग देने जा रहे हैं या बड़ी ड्रॉप्लेट्स देने जा रहे हैं जब भी आप ड्रॉप्लेट्स या न्यूनतम ड्रॉप्लेट्स न्यूनतम आकार की ड्रॉप्लेट्स देने जा रहे हैं तो क्या होगा MQL के लुब्रिकेशन प्रभाव के कारण प्लास्टिक प्रवाह ड्राई ग्राइंडिंग में पर्याप्त प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि चित्र a इनकॉनल सतह की ड्राई ग्राइंडिंग को दिखाएगा यह बी में दिखाया गया है क्योंकि इसकी ड्राई ग्राइंडिंग की गयी है दूसरे में मिनिमम क्वांटिटी लुब्रिकेशन का उपयोग कर कम तापमान पर ग्राइंडिंग की हुई सतहों को दिखाया है जहा शायद ही कोई साइड फ्लो होता है चित्र b पूरा हो गया है चित्रा c क्योंकि ग्राइंडिंग क्षेत्र में लुब्रिकेशन के प्रभावी प्रवेश और उच्च प्रेशर के कारण यह जमा जुए चिप्स को निकालने में सहायता करता है इसका मतलब है कि ड्राई ग्राइंडिंग की तुलना में आपकी मिनिमम क्वांटिटी कटिंग फ्लूइड का उपयोग हमेशा अच्छा रहेगा व्यावहारिक दृष्टिकोण से यही निष्कर्ष है ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रो सरफेस हैं जो एक इनकॉनल सतह पर की जाती हैं जो एक ग्राइंडिंग अनुप्रयोग के लिए एक सुपरएलाय है और हम देख रहे हैं कि ड्राई वेट और MQL में ग्राइंडिंग के निशान कैसे हैं मॉर्फोलॉजी कैसे बदल रही है इस व्याख्यान का सारांश हमने क्या किया है हमारे पास दो समाधान हैं एक कटिंग फ्लूइड का बायोडिग्रेडेशन है दूसरा मिनिमम क्वांटिटी कटिंग फ्लूइड का उपयोग ठीक है इस विशेष व्याख्यान में अध्ययन किया है ग्राइंडिंग फ्लूइड और कटिंग फ्लूइड इमिशन का अवलोकन ग्राइंडिंग फ्लुइड्स का बायोडिग्रेडेशन BOD COD HRT और f m जो कि फ़ूड टू माइक्रोब्स है हमने वाणिज्यिक खनिज तेल के साथ साथ बायो कटिंग फ्लूइड MQL आधारित सस्टेनेबल ग्राइंडिंग देखा है और मिस्ट ड्रॉपलेट आकार वेग माप और सिमुलेशन हमने मिस्ट इत्यादि कटिंग फ्लुइड्स द्वारा संपर्क क्षेत्र को मापा है हमने ग्राइंडिंग देखा है सरफेस मॉर्फोलॉजी मिनिमम क्वांटिटी कटिंग एंड ग्राइंडिंग फ्लूइड यह ग्राइंडिंग प्रोसेस की सस्टेनेबिलिटी के बारे में है ठीक है तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कटिंग फ्लुइड्स का क्या महत्व है सकारात्मक पक्ष है लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है इसलिए इस नकारात्मक पक्ष से बचने के लिए हमें एक इंजीनियर के रूप में कुछ समाधान खोजने होंगे और ये समाधान दो हैं एक है बायोडिग्रेडेशन जिसका अर्थ है कि आपको लैंडफिल में डंप करने से पहले या आस पास के जल निकायों में डंप करने से पहले कटिंग फ्लुइड्स का इलाज करना होगा अन्यथा यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप मिनिमम क्वांटिटी ग्राइंडिंग फ्लूइड के लिए जा सकते हैं जहां आप न्यूनतम मात्रा का उपयोग करते हैं जो आवश्यक है और आप हाई प्रेशर जेट के साथ प्रेशर के साथ इन्हे वर्कपीस पर डाल रहे हैं तो फोर्स्ड कन्वेक्शन होगा और कण आकार बहुत छोटे हैं और संपर्क क्षेत्र बहुत अच्छा है तो लुब्रिकेशन और कूलिंग की जाएगी और आपके पारंपरिक फ्लड कूलिंग की तुलना में फोर्स्ड कन्वेक्शन किया जाएगा पारंपरिक तरीके में फ्री कन्वेक्शन किया जाएगा तो फोर्स्ड कन्वेक्शन फ्री कन्वेक्शन से बेहतर है तो ग्राइंडिंग क्षेत्र में हीट ट्रांसफर बहुत अधिक होगा यह सस्टेनेबिलिटी और ग्राइंडिंग की कुछ बुनियादी बातों के बारे में है ठीक है आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले व्याख्यान में मिलूंगा